तो मान लें कि आपके पास पहला ऑर्डर सर्किट है इसका मतलब है कि आपके पास एक इफेक्टिव कपैसिटर है और आप वहां कोई भी ब्रांच क्वांटिटी ले सखते हैं तो मान लें V x या करंट I x और केवल शर्त यह है कि यह पहला ऑर्डर सर्किट हो इसलिए उदाहरण के लिए यह कुछ चेतावनी के साथ पहला ऑर्डर सर्किट भी है कि जब आप सोर्स को 0 पर सेट करते हैं तो मुझे यह कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरलल मिलेगा जैसा कि मैंने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा कुछ निश्चितताओं के साथ आता है लेकिन हम अभी के लिए उन चीजों को अनदेखा कर देंगे और इसे पहला ऑर्डर सर्किट कहेंगे अबएक स्टेप रिस्पांस इसका मतलब है कि इनपुट या इसमें कई इनपुट हो सकते हैं लेकिन आइए हम स्टेप अप के साथ एक इनपुट पर विचार करते हैं सर्किट में किसी भी वोल्टेज या किसी भी करंट की प्रतिक्रिया यह कैपेसिटर वोल्टेज हो सकता है यह कुछ और भी हो सकता है इस रूप का होगा मैं इसे वोल्टेज फाइनल V x प्रारंभिक के लिए लिखूंगा जिसे 0 के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह 0 और 0 के बीच हो सकता हैयह एक जंप V x फ़ाइनल हो सकता है निश्चित रूप से फ़ाइनल जिसका अर्थ है इंफिनिटी तो मैं इसे 0 V x के V x इंफिनिटी तक के रूप में भी लिख सकता था यह वह हिस्सा है जो बाहर निकलता है जो कि प्राकृतिक प्रतिक्रिया है और इसे इस छोटे से एक्सपोनेंशियल t द्वारा ताऊ को स्थानांतरित करने से गुणा किया जाएगा अब इसे लिखने में सक्षम होने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं किऔर इसे हल करने का प्रयास करें फिर आपको डेल्टा डीराइव करना पड़ सकता है इसलिए इम्पल्स फंक्शन्स को प्राप्त करें और बाएं और दाएं पक्ष को संतुलितबैलेंस करने का प्रयास करें और हल करें लेकिनअब जब हमने इसे कुछ मामलों के लिए हल कर लिया है तो हम कुछ सामान्य नियम लिख सकते हैं इसलिए इस प्रतिक्रिया को लिखने के लिए आपको V x इंफिनिटी की V x 0 और टाउ इन सभी मात्राओं की आवश्यकता होगी अबयह मान लिया गया है कि कुछ प्रारंभिक स्थिति आमतौर पर इनिशियल कंडीशन नंबर कपैसिटर दी जाती है इसका मतलब है कि आमतौर पर इस स्टेप के लागू होने से ठीक पहले कपैसिटर पर वोल्टेज दिया जाता है अबइससे आपको गणना करनी होगी कि V x क्या है यह तत्व कपैसिटर नहीं हो सकता हैयह कुछ और हो सकता हैउदाहरण के लिए उनमें मेरा R c सर्किट मैं रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट के लिए इक्वेशन पर लिखने की कोशिश कर सकता हूं तो यह कोई भी ब्रांच मॉड्यूल हो सकता है तो दी गई प्रारंभिक स्थिति और 0 के बराबर t पर इनपुट के मान से आप केवल एक सर्किट विश्लेषण का उपयोग करके सभी पैरेलल वोल्टेज पा सकते हैं तोकेवल केवीएल और केसीएल का उपयोग करके आपको इसे पहले क्रम के सर्किट में प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए आपको केवल एक प्रारंभिक स्थिति की आवश्यकता है तो इनपुट सोर्स भी ज्ञात है मेरा मतलब है कि यह हमेशा के लिए जाना जानते है जाहिर है आप इसे 0 के लिए भी जानते हैं तो इससे मेरा तात्पर्य यह है कि मैं एक साधारण उदाहरण लेता हूँ मान लीजिए कि यह 0 से 5 वोल्ट का स्टेप है और इस पर प्रारंभिक स्थिति है 2 वोल्ट यह दिया गया है और मुझे जो दिलचस्पी है वह करंट I R है इसलिए मैं t के I R के लिए एक ईक्वेशन लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले स्टेप लागू होने से ठीक पहले I R क्या है मैं बता दूं कि यह 1 किलो है तो यह क्या सही है यह 2 वोल्ट है इसलिए यह 2 मिलीमीटर है तो शुरू में मैं वोल्ट को 0 पर ले जाता हूं मेरे पास इस ग्राउंड के संबंध में 0 वोल्ट है और वहां 2 वोल्ट है इसलिए यह उस दिशा में 2 वोल्ट है तो जिस तरह से मैंने I R को चिह्नित किया है वह 2 मिलीएम्प्स है तो अब यह आप जानते हैं कदम लागू करने के तुरंत बाद यह क्या है तो इस मामले में इसलिए जब आप 0 से 0 तक जाते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि क्या वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर के अकेले लूप हैं दूसरे शब्दों में ऐसा करने का तरीका यह है कि आप सभी सिस्टर्स को अनदेखा कर देंआपके पास केवल वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर या सोर्स और कैपेसिटर हैं इसके साथ आप कैपेसिटर वोल्टेज में किसी भी जम्प के लिए हल कर सकते हैं इस मामले में कैपेसिटर वोल्टेज का मूल्य क्या है कदम लागू करने के बाद यह होगा 2 क्योंकि वोल्टेज स्रोतों और कैपेसिटर्स के कोई लूप नहीं हैं या अगर मैं रेसिस्टर्स को हटा देता हूं तो पूरी चीज ओपन सर्किट कुछ भी नहीं बदलता है तो इससे आप IR या 0 की गणना कर सकते हैं यह क्या है कि यह 7 मिलीमीटर और IR का फाइनल वैल्यू है वह क्या है इसे कैसे खोजें आपको कैपेसिटर को ओपन सर्किट करना होगा क्योंकि आप पीस वाइज कांस्टेंट वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो स्थिर अवस्था में कैपेसिटर में कांस्टेंट वोल्टेज होगा इसका मतलब है कि उसके के माध्यम से करंट 0 होगा इस मामले में ऐसा होता है कि I R कैपेसिटर के माध्यम से करंट समान है इसलिए यह भी 0 है तोटाइम कांस्टेंट क्या है मान लीजिए कि यह एक I R farad है यह मामला बहुत आसान है वह 1 माइक्रो सेकेंड है तो 0 से अधिक t के लिए I R t के लिए एक्वेशन क्या है 7 मिलीएम्प्स एक्सपोनेंशियल t डिवाइडेड 1 माइक्रो सेकंड बस इतना ही अगर आपको ऐसा करने की आदत नहीं है तो मुझे नहीं लगतालेकिन संभावित समाधानों को स्केच करने से आपको बहुत सारी अंतर्दृष्टि मिलती है यह बहुत सटीक नहीं है क्योंकि आप हैंड स्केच कर रहे हैं लेकिन यह बहुत सारी अंतर्दृष्टि दे सकता है तो I R का क्या होता है 2 मिलीएम्प्स जो t के ठीक पहले है जो 0 के बराबर है कूदकर 7 हो जाएगा और फिर d k से 0 हो जाएगा इसलिए यह ऐसा दिखाई देगा तो आप इसे किसी भी मनमाने सर्किट के लिए कर सकते हैं केवल एक ही जटिलता आएगी अतिरिक्त जटिलता तब होगी जब आपके पास वोल्टेज सोर्सेज और कैपेसिटर के लूप होंगे तो इन चीजों को हल करने का तरीका यह है कि आप पहले यह निर्धारित करें कि यह समय स्थिर है यह आप 0 के बराबर सोर्स सेट करते हैं और इफेक्टिव कपसिटंस × इसके पार रेजिस्टेंस निर्धारित करते हैं वह समय स्थिर है और फिरआप 0 के बराबर t पर वैल्यू निर्धारित करेंगे यह प्रारंभिक स्थितियों और कुछ नियमित सर्किट विश्लेषण से है और यानी t से 0 के बराबर 0 तक यह कूद सकता है अब निश्चित रूप सेआप जानते हैं कि यह तभी होगा जब आपके पास वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर लूप हों अबअन्यथा भी यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप केवल सर्किट सभी रेसिस्टर्स ओपन करे ऐसा करने का आधार निम्नलिखित है यदि आपके पास कैपेसिटर के माध्यम से सभी कनेक्ट पर कोई भी डिस्कन्टिन्यूइटी है तो इनफिनिट होगा और रेसिस्टर्स के माध्यम से कनेक्ट अभी भी लंबे समय तक सीमित रहेगा क्योंकि परिपथ में सभी वोल्टेज परिमित हैं तोआपके पास ये नोड हैं जहां आपके पास प्रतिरोधों से परिमित करंट हैं और संभवतः कैपेसिटर से इनफिनिट करंट हैं तोआप सभी फिनिट करंट को हटा सकते हैं और स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बदलेगा कोई भी परिमित मान अनंत की तुलना में नगण्य है यहाँ यही विचार है तो आप सभी रेसिस्टर्स को ओपन सर्किट कर सकते हैं और सर्किट एनालाइज करते हैं जब आपके पास वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर लूप होते हैं तो आपको इसे मौके के आधार पर करना होता है जो कि यह कहने के समान है कि आप इसे करंट के व्युत्पन्न डेल्टा फंक्शन के आधार पर करते हैं तो आप सभी रजिस्टर को ओपन सर्किट करते हैं और कैपेसिटर वोल्टेज निर्धारित करते हैं लेकिन किसी भी तरह से सर्किट के निरीक्षण से यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर वाले लूप हैं या नहीं तो यह वैल्यू आपको बताएगा कि इससे वास्तव में वे यह भी निर्धारित करते हैं कि आप फिर से सर्किट के सभी कैपेसिटर को खोलते हैं क्योंकि हम पीस वाइज के अनुसार निरंतर इनपुट लागू कर रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटर्स में वोल्टेज भी पीस वाइज वार स्थिर होगा इसलिए जब कैपेसिटर के पार वोल्टेज करंट को स्थिर करता है वह 0 है इसलिए हम इसे खुले सर्किट कर रहे हैं यह किसी अन्य प्रकार के इनपुट के लिए मान्य नहीं है जो आपके पास इनपुट था जो ऊपर और नीचे जा रहा था आप उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटर वोल्टेज भी उस मामले में लगातार बदल रहा है स्पष्ट रूप से आप कुछ भी ओपन सर्किट नहीं कर सकते उसके माध्यम से करंट होगा तो केवल हमारे पास इनपुट की वपीस वाइज वार निरंतर प्रकृति है तो अंत में समाधान इस रूप का होगा मेरा मतलब है कि मैंने इसे वोल्टेज के संदर्भ में लिखा है लेकिन यह करंट सोर्स हो सकता है यह 0 है तो यह पता लगाना है कि आपको यह भी पता लगाना है कि क्या t के बराबर 0 पर कोई डिस्कन्टिन्यूइटी है तो आप वास्तव में डिफरेंशियल इक्वेशन के विवरण में जाने के बिना इन चीजों का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए जो कुछ भी मेरे पास 0 था वह स्टेप का तत्काल है और इस प्रकार से आप कई स्टेप उठा सकते हैं पहले आप कुछ स्टेप लागू करते हैं यह कुछ मूल्य तक पहुंचता है जरूरी नहीं कि आपके द्वारा निर्धारित अंतिम मूल्य जो कि उपयोग के रूप में है अगले चरण के लिए प्रारंभिक शर्त बस इतना ही